इस सत्र में पुनः आपका स्वागत है आज हम उन "नैतिक सिद्धांतों" में जाना ये सब एक इंजीनियर के कार्यों का हिस्सा हैं इसलिए प्रत्येक चरण में एक इंजीनियर के लिए नैतिक निर्णायक मुद्दे जुड़े होते हैं और इन हितधारकों के हितों का टकराव भी संभव हो सकता है और यह भी संभव है कि हम एक ही समय में सभी हितधारकों को एक साथ संतुष्ट ना कर पायें और तब हमें ऐसे निर्णय लेने की आवश्यकता होती है जो सबसे अधिक नैतिक हो और सबसे अधिक नैतिक तरीके से लिया गया हो और सबसे अधिक नैतिक परिणाम वाला हो क्योंकि हमें यह हमेशा याद रखना होगा कि इंजीनियरों की प्राथमिक जिम्मेदारी जनता की सुरक्षा जनता का कल्याण और जनता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है यह एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है और इसीलिये कार्य के प्रत्येक चरण देकर एक सहायक के रूप में कार्य करते हैं आज की चर्चा में हम उन नैतिक स्तंभों के बारे में विस्तार से बताएंगे जो हमें एक उचित नैतिक निर्णय लेने में मदद करते हैं तो आइए देखें कि वे नैतिक स्तंभ क्या हैं जो हमें उचित नैतिक निर्णय लेने की दिशा में मार्गदर्शन करते हैं और दुविधाओं को हल करने में भी हमारी सहायता करते हैं हालांकि यहां पर चार नैतिक सिद्धांतों को लिया जाएगा जो कि एक दूसरे से बिलकुल अलग है जैसे कि उसे ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण नैतिक अवधारणा माना जाता है उपयोगितावाद ही वे चार स्तम्भ है जिनकी हम बात कर रहे है अब हम प्रत्येक सिद्धांत को एक एक करके समझेंगे सबसे पहले हम इसकी परिभाषा समझेंगे और फिर उसके बाद हम उन्हें विस्तार से उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे जिससे हम स्पष्ट रूप से यह समझ पाएंगे कि ये सिद्धांत नैतिक निर्णय लेने में किस प्रकार हमारी मदद करते हैं इसलिए हम क्या देखते है कि उपयोगितावाद सबसे अधिक उपयोगिता का उत्पादन करना चाहता है जिसे किसी कार्य के अच्छे और बुरे परिणामों के बीच संतुलन के रूप में परिभाषित किया जाता है जहाँ यह भी ध्यान रखा जाता है कि सभी परिणाम प्रभावित हों इसलिए हमें यहां क्या देखने को मिलता है कि यह एक तरह से लागत लाभ विश्लेषण करता है जो किसी कार्य के अच्छे और बुरे प्रभावों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करता है और यह सभी के परिणामों को भी प्रभावित करता है इसलिए इस निर्णय से प्रभावित होने वाले अधिकांश लोगों का ध्यान रखता है कर्तव्य नैतिकता द्वारा एक अलग दृष्टिकोण लिया जाता है कर्तव्य नैतिकता में वे कर्तव्य आतें हैं जिनका निर्वहन करना चाहिए उदाहरण के लिए दूसरों के साथ उचित व्यवहार करने का कर्तव्य या दूसरों को नुकसान ना पहुंचाने का कर्तव्य भले ही यह अधिनियम सबसे अच्छा हो या न हो हम उपयोगितावाद में देखते हैं वो कर्तव्य में परिणाम की बात करता है यह प्रक्रिया की बात करता है जैसे कि क्या यह अधिकांश लोगों के लिए सबसे अच्छा है या नहीं यह ऐसे कर्तव्य है जो हममें से प्रत्येक को करना है और इसके लिए अन्य हितधारको के प्रति हमें अपने कर्तव्य को निभाने की आवश्यकता है अधिकार नैतिकता इस बात पर जोर देती है कि हम सभी के कुछ नैतिक अधिकार होते हैं और इन अधिकारों का उल्लंघन करने वाली कोई भी कार्यवाही नैतिक रूप से अस्वीकार्य है कर्तव्य नैतिकता की तरह कार्रवाई की अच्छाई को ध्यान में नहीं रखा जाता है इसलिएयहां भी अधिकार के परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं कि प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है और क्या यह प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है कि उनके कुछ नैतिक अधिकार हों और यदि कोई कार्यवाही इन अधिकारों का उल्लंघन करती है तो यह स्वीकार्य नहीं है और अंत में जब आप सदाचार नैतिकता की बात करते हैं यह कार्यवाही को सही मानने के सन्दर्भ में है जो अच्छे चरित्र लक्षणों गुणों को प्रकट करता है और कार्यवाही को सही मनाता है जब बुरा चरित्र लक्षण और रवैया प्रदर्शित होता हैं यह नैतिक सिद्धांत हमें उस व्यक्ति के प्रकार पर ध्यान केंद्रित करता है जो निर्णय लेने की कोशिश कर रहा है और हम किस प्रकार के और कैसे व्यक्ति बनना चाहते हैं और हम बाहरी दुनिया में कैसे पहचाने जाना चाहते हैं कैसे हम अपने आप को कैसे पहचानना चाहते हैं कि क्या हम एक गुणी व्यक्ति के रूप में पहचाने जाना चाहते हैं मैं खुद को कैसे देखना चाहता हूँ इन लोगों के चरित्र लक्षण के बारे में बात करता हूं जो अच्छी विशेषताओं को प्रकट करते हैं वे स्वभाव में गुणी होते हैं और जो बुरे लक्षण प्रकट करते हैं उन्हें उनके दोष की तरह कहा जाता है तो यह एक व्यक्ति की पसंद है यह कंपनी की एक पसंद कि कैसे उस संगठन या कैसे वह व्यक्ति या कैसे वह समूह यह कल्पना करना चाहता है और कैसे वे दूसरों से चाहते है कि उनकी दूसरे कैसे कल्पना करें अब इस संक्षिप्त परिचय के बाद हम प्रत्येक सिद्धांत पर उदाहरण के साथ विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं हम उपयोगितावाद से शुरू करेंगे उपयोगितावाद यह मानता है कि वे कार्य अच्छे हैं जो किसी एक व्यक्ति की तुलना में अधिकतम मानव भलाई करने के लिए किये जाते है बल्कि समाज की समग्र रूप से भलाई के लिए किये जाते है और यह कुछ हद तक एक सामूहिक दृष्टिकोण है इसलिए हम यह सोचने की कोशिश करते हैं कि जो कुछ भी अच्छा है जिस पर हम विचार करते हैं वो बहुमत के लिए अच्छा हो और इसे हम इस परिप्रेक्ष्य में नैतिक मानते हैं इसलिए इस प्रकार के सिद्धांतों का उपयोग किया जाता है जब हम इस बारे में निर्णय लेने जा रहे हैं कि बांध का निर्माण करना है या नहीं क्योंकि बांध बनाने के दौरान आपके पास अलग अलग हितधारक हैं जिनके हितों में टकराव होगा जो उस इलाके में रहने वाले लोग हो सकते हैं अन्य मुद्दे हो सकते हैं जैसे पर्यावरण हितधारक फिर अन्य संबंधित मुद्दे भी हो सकते हैं जैसे लोगों का विस्थापन और बाकी सभी चीजें लेकिन फिर से अगर हमें एक निर्णय लेने की आवश्यकता है जो नैतिक है या नहीं आम तौर पर इन मामलों में फैसले लिए जाते हैं जैसे कि हम उस समय के उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करते हैं जिस समय के लिए इसे बनाया गया है और किस तरह से अधिकतम लोगों के लिए इसका उपयोग होने जा रहा है और जहाँ शायद कभी कभी व्यक्तियों के लाभ को नजरअंदाज कर दिया जाता है वे लाभ या हानि जो किसी एक व्यक्ति को होती है क्योंकि हम उन लाभों के बारे में सोचने की कोशिश करते हैं जो इसे बड़े पैमाने पर समाज के लिए होने जा रहे हैं इसलिए आप जो देख सकते हैं कि बांध अक्सर पीने के पानी की निर्बाध आपूर्ति बाढ़ नियंत्रण और अन्य मनोरंजक अवसर प्रदान करके समाज को बहुत लाभ पहुंचाते हैं हालांकि ये सभी लाभ उठाने के लिए अक्सर उन लोगों को भारी कीमत चुकानी पड़ती हैं जो उन क्षेत्रों में रहते हैं जो बांध बनने के कारण पानी में डूब जायेगा और उन्हें नए घरों को खोजने या अपनी भूमि के उपयोग को खोने की आवश्यकता होगी उपयोगितावाद व्यक्तियों की आवश्यकताओं के साथ समाज की आवश्यकता को संतुलित करने का प्रयास करता है इसलिए यही है वो जिस पर हम चर्चा कर रहे थे उस जगह पर रहने वाले या जिनके क्षेत्र में बाढ़ आने वाली है उन लोगों के हितों का टकराव होगा तो यह इस तरह से है जो हम लागत लाभ विश्लेषण में करते हैं अगर आप बांध के निर्माण को सही ठहराने की कोशिश कर रहे हैं तो यह किसके लिए कितना किस कीमत पर और किसके लिए कितना लाभ पहुंचाने वाला है इसके बारे में एक संतुलित निर्णय लेने कि आवश्यकता होगी

उपयोगितावाद के दो फोरम के रूप में उत्पन्न हुआ नियम उपयोगितावाद से अलग है जिसमें नैतिक नियम सबसे अधिक महत्वपूर्ण हैं जैसा कि पहले भी इन नियमों का उल्लेख किया गया है कि दूसरों का नुकसान मत करो चोरी मत करो और इस प्रकार की कई और बातें जहां हमें दिशानिर्देशों के पालन करने की आवश्यकता है रूल उपयोगितावाद यह मानता है कि हालांकि इन नियमों का पालन हमेशा किसी विशेष परिस्थिति में अच्छा नहीं हो सकता है बहरहाल समग्र रूप से नैतिक नियमों का पालन करने से अंततः अच्छा ही होगा इसलिए अगर आप देंखे अल्पावधि के नजरिए से देखते हैं जैसे कि अगर आप दूसरों को नुकसान न पहुंचाने की बात कर रहे हैं आदि चोरी नहीं करते हैं तो अल्पकालिक लाभ के मामले में कभी कभी शायद ऐसा हो सकता है हम हमेशा इन नियमों का पालन करने से इनसे होने वाले लाभ को देखने में सक्षम नहीं होते हैं लेकिन दीर्घकालिक दृष्टिकोण से जैसे कि जब उसने अपने परिणामों को देना शुरू कर दिया है तो निश्चित रूप से हम नियमों के इन उल्लिखित सिद्धांतों का पालन करने के लाभ के उपयोग को समझ सकते हैं हालाँकि यहाँ कुछ आलोचनाएँ उपयोगितावादी दृष्टिकोण की भी हैं और आइए देखें कि ये आलोचनाएँ क्या हैं इसलिए हमेशा ऐसा होता है जैसा कि मैं हितों के टकराव की बात बता रहा था इसलिए ऐसा कभी कभी हो सकता है कि सभी के लिए एक सबसे अच्छा हित किसी व्यक्ति विशेष के लिए या व्यक्तियों के समूह के लिए बुरा भी हो सकता है जैसे कि अगर हम बांध के मामले को ही लेते हैं वहां उन लोगों को अपने मूल निवास स्थान को छोड़कर किसी नए निवास स्थान पर रहने जाने के लिए अपने मूल निवास स्थान से हटना पड़ता है जो बांध के डूबत क्षेत्र में रहते है फिर उस जगह के प्रति भावनात्मक लगाव हो सकता है कि किसी का जन्म हुआ और उस जगह पर बड़ा हुआ हो और यह न केवल स्थानांतरण के लिए लागत है बल्कि इसकी भावनात्मक लागत भी इस लगाव के आधार पर है कि आपको उस विशेष भूमि के लिए और शायद यह वह जगह है जहाँ से आप अपनी आजीविका और अन्य कारक प्राप्त करते हैं और ये सब किसी व्यक्ति के नुकसान की भवना की तरह होता है यदि आप हमारे जैसे है तो आप वहां से शिफ्ट होने के बाद वापस वहां आकर उस कानून से भरपाई करने की बात करते हैं जो कि समतुल्य या बराबरी का होना चाहिए लेकिन हम कभी समतुल्य हर्जाने का दावा नहीं कर सकते क्योंकि यह कानूनों के द्वारा प्रदान किए गए नुकसान के लिए मुआवजा दिया है क्योंकि उपयोगितावादी दृष्टिकोण में हम समाज के लिए बड़े लाभ के बारे में सोच रहे होते हैं क्योंकि कभी कभी यह परिभाषित करना बहुत अस्पष्ट होता है कि बहुसंख्यक लोग कौन है जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं जो यह निर्णय लेते हैं हम यह पता लगाने की कोशिश करते हैं कि कौन इसका लाभ प्राप्त कर रहा है और क्या लागत की तुलना में लाभ उतना बड़ा है जितना कि वह इसमें शामिल हितधारकों के दर्द की क्षतिपूर्ति कर सके और जो हितधारकों के लिए अच्छा भी हो वह किसी व्यक्ति विशेष या व्यक्तियों के समूह के लिए बुरा हो सकता है लेकिन उपयोगितावाद इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है उपयोगितावाद का एक उद्देश्य यह भी है कि कार्यान्वयन यह जानने पर भी बहुत निर्भर करता है कि सबसे अच्छा क्या होगा यहाँ एक बात और भी है जैसे यह कौन परिभाषित करेगा कि क्या अच्छा है और क्या सबसे अच्छा क्या है हम कैसे जानेंगे कि क्या करने से अच्छा और सबसे अच्छा होगा ये बहुत ही अमूर्त पर निर्भर होते है जो इसे परिभाषित कर सकते हैं लेकिन जो हम सोचते हैं कि वह अच्छा परिणाम है और जो आप सोचते हैं कि किसी एक के लिए अच्छा है पर जब हम दूसरे समूहों में जाते हैं और उस समूह से बात करते हैं तो जरूरी नहीं कि यह उनके लिए फायदेमंद हो मैं जानता था कि मैं इस तरीके से नहीं सोच सकता था और इसलिए कभी कभी यह समझना बहुत मुश्किल होता है कि वास्तव में किसी विशेष कार्य के परिणाम क्या होंगे इसलिए अब हम हम इंजीनियरिंग में लागत लाभ विश्लेषण किया जाता है उन परियोजनाओं को ही लागू किया जाएगा जिनमे परियोजनाओं की लागत के अनुपात में उच्चतम लाभ प्राप्त हो रहा हो यह सिद्धांत समग्र अच्छे को अधिकतम करने के लक्ष्य में उपयोगितावाद के समान है लागत लाभ विश्लेषण के कुछ ऐसे नुकसान हैं जो कभी कभी होते हैं जैसे हम शुद्ध लागत लाभ पर चर्चा के आधार पर कुछ माप सकते नहीं हैं इसलिए ऐसा हो सकता है जैसे कि बांध का निर्माण एक बहुत ही उत्कृष्ट विचार हो सकता है जबकि इस विश्लेषण में अन्य मुद्दे शामिल नहीं होंगे जैसे कि जो लाभ है वह क्षेत्र की प्राकृतिक विविधिता के नुकसान या लुप्तप्राय प्रजातियों के नुकसान जिसका कोई मौजूदा आर्थिक मूल्य नहीं हैं से कमतर होता है क्योंकि ये अमूर्त उपायों की तरह भिन्न हो सकते हैं और इसे मौद्रिक मूल्यों के रूप में परिवर्तित करना बहुत मुश्किल है लेकिन अगर हम देखते हैं कि यह एक महान है तो इनका नैसर्गिक सौंदर्य मूल्य अधिक है शायद पारिस्थितिक मूल्य के संदर्भ में इनका मूल्य अधिक है लेकिन मौद्रिक मूल्य के संदर्भ में इसे निर्धारित करना हमेशा संभव नहीं हो पाता लेकिन इसका मतलब यह नहीं है इनका कोई मूल्य ही नहीं है तो यही वह जगह है जहां लागत लाभ विश्लेषण का उपयोग करना भी एक समस्या हो सकती है क्योंकि इसके लिए लागत का आकलन करना इनकी एक अमूर्त किस्म की अवधारणा है जिसका प्रतिनिधित्व करना बहुत मुश्किल है अंत में यह निर्धारित करना भी महत्वपूर्ण है कि जो लोग लाभ लेने के लिए खड़े हैं वे भी लागत का भुगतान करेंगे इसलिए यह भी बहुत महत्वपूर्ण है जैसे हम उन लाभों के बारे में बात कर रहे हैं जो अधिकांश लोगों के लिए महत्वपूर्ण हैं यही कारण है कि शायद हम अनभिज्ञ की तरह बात कर रहे हैं कभी कभी लागत कुछ हितधारकों द्वारा किए गए नुकसान से भी बदती है लेकिन अंतिम प्रश्न यह है कि इस लागत का भुगतान कौन कर रहा है तो क्या ऐसे लाभार्थी वो हैं जिन्हें इस परियोजना का लाभ मिलता है या इंजीनियरिंग गतिविधि ने लागत को भी साझा किया है या लागत का भुगतान कोई अलग व्यक्ति कर रहा है और लाभ का उपयोग कोई अलग व्यक्ति कर रहा है इसलिए यह निर्धारित करना भी महत्वपूर्ण है कि क्या लाभ लेने के लिए खड़े होने वाले लोग भी वही हैं जो लागत का भुगतान करेंगे यह भी अनुचित होगा कि एक समूह पर लगत का बोझ डाला जाये और दुसरे समूह को लाभ दिया जाये इसलिए जो अंतिम लाभार्थी हैं वही बोझ भी उठा रहे हैं इसलिए जब आप लाभ और बोझ से ऊपर होते हैं तो जब हम साझा करने की बात करते है तो यह लाभ और बोझ दोनों हमेशा समान रूप से होना चाहिए लेकिन यहां हम यह पता करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं कि क्या लाभार्थी बोझ वाले हिस्से को साझा कर रहे हैं और इसके लिए भुगतान कर रहे हैं या वे लाभ को डुबा रहे हैं और इसके लिए भुगतान किसी और करना पड़ रहा है इसलिए वहां से हम अगली अवधारणा पर जाते हैं जिसे कर्तव्य नैतिकता कहा जाता है तो इसके लिए यहाँ पर दो सिद्धांत हैं जिन्हें हम कर्तव्य नैतिकता और अधिकार नैतिकता कहते हैं यहाँ कर्तव्य नैतिकता और अधिकार नैतिकता दोनों एक दूसरे के समान हैं और उन्हें एक साथ ही माना जाएगा ये सिद्धांत बतातें है हैं कि वे कार्य अच्छे हैं जो व्यक्तियों के अधिकारों का सम्मान करते हैं यहां समाज के लिए अच्छे परिणाम केवल नैतिक विचार ही नहीं हैं इसलिए यहाँ से जब भी हम उपयोगितावाद की बात करते हैं तो शायद हम एक बहुत बड़े समूह के हित की चिंता कर रहे होते हैं लेकिन यहाँ कर्तव्य नैतिकता में हमें प्रत्येक व्यक्ति के अधिकारों का भी ध्यान रखना होता हैं और यह ठीक वैसा ही है जैसे कि उस कार्यवाही को नैतिक या अच्छा नहीं माना जा सकता है जिसमें व्यक्ति के अधिकारों को उनकी कर्तव्य नैतिकता के रूप में लिया जाता है इमैनुअल कांत जो कर्त्तव्य नैतिकता के प्रमुख प्रस्तावक है ने ऐसे निर्धारण किया है जैसे किसी व्यक्ति की प्रकृति के लिए उसके मौलिक नैतिक मूल्य नैतिक क्रियाएं वे कार्य हैं जैसे कि कर्तव्यों की सूची में लिखा होता है "ईमानदार रहो" "दूसरों के दुख का कारण न बनों" "दूसरों के लिए निष्पक्ष रहो" आदि ये कार्य हमारे कर्तव्य हैं क्योंकि वे सम्मानजनक व्यक्तियों को व्यक्त करते हैं इसलिए ये हमारे कर्तव्य क्यों माने जाते हैं क्योंकि व्यक्तियों के प्रति सम्मान व्यक्त करना स्वायत्त नैतिक एजेंटों के लिए एक योग्य सम्मान हैइसलिए हमारे पास उनके और सार्वभौमिक सिद्धांतों के प्रति उच्च सम्मान है इसलिए जो भी संस्कृति हो और जो भी समय हो और सभी लोग आम तौर पर इसका पालन करना पसंद करते हैं और वह है कि यह एक सार्वभौमिक सिद्धांत कैसे बना एक बार यदि किसी के कार्यों को नैतिक रूप से सही कर्त्तव्य की मान्यता दे दी जाती है तो स्पष्ट हैं कि इस सूत्रीकरण में नैतिक कर्तव्यों को अपने कार्यों के उचित प्रदर्शन के परिणामस्वरूप किया जाता है इसलिए यदि हम समझते हैं कि दूसरे व्यक्तियों हितधारकों के प्रति हमारे कर्तव्य जिम्मेदारियां क्या हैं और तभी हम सभी उचित इरादों के साथ अपना सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास करते हैं यदि हम हितधारकों के प्रति उचित इरादों के साथ अपना सर्वश्रेष्ठ देनें का प्रयास करते हैं तो यह स्पष्ट रूप से नैतिक रूप से सही हो जाएगा क्योंकि यहाँ हमारा कर्तव्य करने का एक अच्छा इरादा है और हम समझते हैं कि हम दूसरे व्यक्ति के आभारी हैं तो हमें उसकी कुछ जिम्मेदारी उठाकर उसे वापस चुकाने की जरूरत होती है जब हम अधिकारों की नैतिकता की बात कर रहे होते हैं जॉन लोके के द्वारा अधिकारों की नैतिकता तैयार की गई थी जिसका कथन था कि मनुष्यों को जीने का अधिकार है स्वतंत्रता और संपत्ति को 1776 में संयुक्त राज्य अमेरिका के स्वतंत्रता की घोषणा में समाहित किया गया था अधिकार नैतिकता यह मानती है कि लोगों के मौलिक अधिकार हैं अन्य लोगों का सम्मान करना कर्तव्य है इसलिए कृपया इन पंक्तियों का पालन करें हम कुछ अधिकारों का आनंद नहीं ले सकते हैं या कहें कि कुछ अधिकारों का आनंद लेना हमारे लिए संभव नहीं हो पाता है यदि अन्य संगत हितधारक उस अधिकार के अनुरूप कर्तव्य का एहसास नहीं करते हैं और उस अधिकार का सम्मान करते हैं अधिकार और कर्तव्यों में व्यक्ति दूसरे के पास जाता है अगर हम अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं तो केवल अन्य हितधारक अपने या अपने हिस्से का ही आनंद ले सकते हैं अगर मुझे महसूस ना हो कि उनके पास एक अधिकार है और मेरे पास उस अधिकार का सम्मान करने के लिए एक समान कर्तव्य है तो शायद हितधारक उस अधिकार का लाभ कभी नहीं ले पाएंगे तो यहाँ फिर से अधिकारों और कर्तव्यों के सिद्धांतों की कुछ आलोचनाएं हैं और हम जांचते है कि वे क्या हैं तो ऐसा क्या हो सकता है कि एक व्यक्ति के मूल अधिकारों में दूसरे समूह के मूल अधिकारों के साथ हितों का टकराव हो सकता है इसलिए हम कैसे तय करें कि किसको प्राथमिकता देनी है क्योंकि यहाँ बात मूल अधिकारों के टकराव की है इसलिए यह समझना बहुत मुश्किल है कि किसके अधिकारों की प्राथमिकता होगी या जिनके अधिकारों का हम निजीकरण करने जा रहे हैं जैसा कि पिछले उदाहरण में हमने देखा था बांध बनाने के लिए कैसे लोगों ने अपनी संपत्ति का उपयोग किया इसलिए यदि उनकी भूमि प्रस्तावित बांध के रास्ते में होती है तो सही नैतिकता यही होती है कि यह संपत्ति अधिकार सर्वोपरि है और ऐसा होना ही बांध परियोजना को रोकने के लिए पर्याप्त है यहाँ एकल संपत्ति धारकों को आपत्ति की आवश्यकता होगी कि इस परियोजना को समाप्त कर दिया जाए क्योंकि आपके पास संपत्ति का बहुत मौलिक अधिकार है और इस परियोजना को जिस तरह से डिजाइन किया गया है और जहाँ से यह गुजर रहा है वह उनके सम्पत्ति के अधिकार का उल्लंघन कर रहा है यदि आप देखते हैं कि लोगों को पीने के पानी का अधिकार है और हो सकता है कि वहां बांध ना हो तो वे उन सेवाओं को प्राप्त नहीं कर सकेंगे इसलिए ये दो अधिकार एक दूसरे के साथ टकराव की स्थिति में हैं और फिर हम कैसे समझें कि किसको प्राथमिकता देना है और यह एक नैतिक दुविधा है कर्तव्य और नैतिकता के साथ दूसरी समस्या यह है कि ये सिद्धांत हमेशा समाज की समग्र भलाई के लिए बहुत अच्छे नहीं है जैसे कि यह व्यक्तियों के अधिकारों और कर्तव्यों की और इसके विपरीत की बात है यह समाज से बड़े पैमाने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कुछ हद तक तो ठीक है पर जब हम अधिकारों और कर्तव्यों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हों तो ये भी है कि हम समग्र समाज को ध्यान में रख रहे हैं या नहीं यदि हम ऐसा नहीं सोच रहे हैं जैसे बड़े पैमाने पर समाज के लिए हमारे कर्तव्य है और प्रत्येक हितधारकों के अधिकारों का सम्मान करना हमारा कर्तव्य हैं और यदि प्रत्येक हितधारक जो उनके अधिकारों का आनंद की कोशिश कर रहा है तो हमें इनका लागत लाभ विश्लेषण करना है फिर अन्य संबंधित हितधारकों पर लागत क्या आ रही है और क्या इन लागत का ध्यान रखना है और इस लागत का ध्यान रखते हुए इसके वाले लाभ हिस्से को देखना चाहिए आगे हम गुण नैतिकता पर चर्चा करेंगे गुण नैतिकता यह तय करती है कि हम किस तरह के व्यक्ति हैं यह अक्सर एक नैतिक भेद के रूप में परिभाषित किया जाता है और अच्छाई एक सदाचारी व्यक्ति के अच्छे और लाभकारी गुणों को प्रदर्शित करती है पुण्य नैतिक कार्यों में यदि एक अच्छे चरित्र का समर्थन करता है तो सही माना जाता है और अगर वे बुरे चरित्र या दोष का समर्थन करते हैं तो गलत माना जाता है गुण नैतिकता जिम्मेदारी ईमानदारी क्षमता और निष्ठा आदि गुणों पर ध्यान केन्द्रित करती है अन्य गुणों में भरोसेमंद निष्पक्षता नागरिकता की देखभाल और सम्मान जो कि आप किसी व्यक्ति या संगठन की विशेषताएं होती है जो उस संगठन या व्यक्ति की प्रकृति बताती है दोषों में बेईमानी द्रोह लापरवाही और अक्षमता शामिल हो सकती है और हमें इनसे बचने की जरूरत है इसलिए हमें सद्गुणों को बढ़ावा देने की जरूरत है और हमें यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि दोषों को प्रोत्साहित न किया जाए फिर आप देख सकते हैं कि ये सब एक गुणी व्यक्ति को विकसित करने में मदद करते है क्योंकि वह व्यक्ति या वह संगठन उन सभी गुणों का पोषण नहीं करता है जो उनके कार्यों में परिलक्षित होते हैं और फिर इन संगठनों या व्यक्तियों द्वारा लिया गया निर्णय आम तौर पर नैतिक प्रकृति का होता है क्योंकि जब आप अपने लिए गुणी चरित्र विकसित करते हैं तो यह आपको जीवन की एक समग्र समझ प्रदान करता है यह आपको समग्र रूप से अलग अलग दृष्टिकोण से अलग अलग अंतर्संबंधित हितधारकों के लागत लाभ अधिकारों और कर्तव्यों को देखने का एक समग्र दृष्टिकोण देता है और यह देता है एक अलग अर्थ इसलिए और यही कारण है कि हमारी विचार प्रक्रिया उच्च गुणवत्ता वाले गुणों के एक पुण्य परिभाषित तरीकों से पुण्य से शुरू होती है और बातचीत उनके द्वारा निर्देशित होती है तो यह स्पष्ट है कि जैसा निर्णय लिया गया है वह केवल प्रकृति में नैतिक होगा इसलिए कुछ उदाहरणों की तरह जैसे कि हम अपने इंजीनियरिंग कैरियर में "पुण्य नैतिकता" का उपयोग कैसे कर सकते हैं जैसे सवालों का हम जवाब दे सकते हैं कि यह एक ईमानदार कार्रवाई है क्या यह कार्रवाई मेरे समुदाय या मेरे नियोक्ता के प्रति मेरी वफादारी प्रदर्शित करेगी और क्या मैंने एक जिम्मेदार तरीके से कार्य किया है किसी नैतिक समस्या के विश्लेषण करने के दौरान पुण्य नैतिकता का स्पष्ट रूप से उपयोग किया जाता है हमें पहले यह पहचानना होगा कि उस विशेष परिस्थिति के लिए कौन सा विशेष गुण या दोष उपयुक्त हैं और इसके बाद हमें यह निर्धारित करना होगा कि इन दोनों में से प्रत्येक के लिए क्या कार्रवाई सुनिश्चित की जा सकती है इसलिए भाग्य नैतिकता में यह सुनिश्चित करना बहुत महत्वपूर्ण है कि जिन पुण्य लक्षणों की पहचान की गई और उनसे कोई नकारात्मक परिणाम नहीं होंगे इसलिए आपको उन लक्षणों को देखना होगा जो व्यक्ति की प्रकृति को पहचानने में मदद करते हैं और वे परिणाम जिनके कारण वह आगे बढ़ रहा है और आपको यह भी सुनिश्चित करना होगा कि ये ये गुण ही वे अंतिम उत्पाद हैं जिनके कारण वह किसी भी प्रकार के नकारात्मकता की ओर अग्रसर नहीं होगा इस आधार पर कि हम क्या कर सकते हैं हम विभिन्न नैतिक आयामों की चर्चा कर सकते हैं और इसे मैकूवेन के नैतिक आयाम की तरह हम बता सकते हैं कि ये नैतिक आयाम के विकास के तीन चरण हैं और यह पेशेवर इंजीनियरिंग की छह नैतिक श्रेणियों की ओर ले जा सकता है इसलिए चरण एक पूर्व पेशेवर की तरह है और यह किसी व्यक्ति के स्वयं के विकास से सम्बंधित है ना कि किसी कंपनी या पेशे के तो यदि आप देखते हैं कि लोगों की प्रगति हो रही है मतलब लोग पूर्व पेशेवर चरण से पेशेवर चरण में जा रहे है और यह प्रगति प्रमुख पेशेवर के चरण तक चलती है इसलिए जब आप चरण 1 की शुरुआत से देखते है तो यह प्रगति मुख्य रूप से किसी व्यक्ति की खुद की तरक्की से सम्बंधित है ना कि किसी कंपनी या पेशे से सम्बंधित इसलिए यदि आप कोई प्रोजेक्ट ले रहे हैं तो हम पाते हैं कि यह एक व्यक्तिगत लाभ है और शायद यह संगठन के लिए महंगा भी है जिसे हम अनुशंसित करने का प्रयास करते हैं चरण दो में कॉर्पोरेट वफादारी ग्राहक पर विश्वास आदि बातें है लेकिन यह भी केवल व्यक्तिगत लाभ और उन्नति के लिए ही हैं और इसलिए आप कॉर्पोरेट के प्रति वफादारी दिखाते हैं और उचित आचरण के द्वारा आप ग्राहक के विश्वास को जीतने की कोशिश करते हैं लेकिन यह भी केवल व्यक्तिगत लाभ और उन्नति के लिए ही है कल को अगर आप इन कार्यों में शामिल अपने व्यक्तिगत लाभ और उन्नति के बारे में नहीं सोच पा रहे हैं तो ऐसा हो सकता है कि आप उन कार्यों में अपनी रुचि खो दें स्तर दो को पेशेवर कहा जाता है स्तर तीन में प्राथमिक रूप से कंपनी के प्रति निष्ठा पर ध्यान केंद्रित किया जाता है जो आपको टीम के खिलाड़ी के उस व्यवहार जैसा दिखता है जिसे समाज और पर्यावरण के लिए कोई चिंता नहीं है यहां से आप व्यक्तिगत रूप से आगे एक टीम की सामूहिक अवधारणा की ओर आगे बढ़ रहे हैं जहां हम न केवल खुद के कल्याण के लिए सोच रहे हैं बल्कि आप इसमें शामिल अन्य लोगों की भी बात कर रहे हैं स्तर चार में कंपनी के प्रति वफादारी और पेशे के प्रति वफादारी से जुड़ी बातें है जिसके लिए एक "पेशेवर नियम विनियम नैतिकता" बनाये गए है जो पेशेवर लोगों का मार्गदर्शन करते हैं कि उन्हें शर्तों और प्रतिनिधियों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए इसलिए यहां स्तर 4 और 5 में कंपनी के प्रति निष्ठा पेशे से जुड़ी है इंजीनियरिंग पेशे के लिए अच्छी है लेकिन सामाजिक मुद्दों पर यहां जोर नहीं दिया जाता है जब हम सैद्धांतिक पेशेवर हैं स्तर छः में पेशेवर आचरण पर आधारित होते हैं और जिस के कारण व्यावसायिकता और यहां तक कि समाज के नियमों में भी विरोधाभास हो सकता है इसलिए निर्णय केवल अच्छी तरह से स्थापित व्यक्तिगत सिद्धांतों पर आधारित होते हैं और जिस के कारण व्यावसायिकता और यहां तक कि समाज के नियमों में भी विरोधाभास हो सकता है इसलिए यहां यह भी बताया गया है कि आपके व्यक्तिगत सिद्धांत पूरी तरह से निष्पक्षता की भावना और समाज के लिए वास्तविक चिंता द्वारा निर्देशित होता है तो यहाँ फिर से आपका ध्यान समाज के व्यक्तियों और पर्यावरण पर केंद्रित है इसलिए समाज के व्यक्तियों और पर्यावरण के लिए आपकी चिंता का एक व्यापक स्वरुप होना चाहिए निर्णय केवल अच्छी तरह से स्थापित व्यक्तिगत सिद्धांतों पर आधारित होते हैं और जिस के कारण व्यावसायिकता और यहां तक कि समाज के नियमों में भी विरोधाभास हो सकता है इसलिए जब आप सैद्धांतिक पेशेवर स्तर की बात कर रहे हों तो निर्णय आपके द्वारा स्थापित व्यक्तिगत सिद्धांतों पर आधारित होते है और उन पर जो गुणों पर जो आपके स्वयं के भीतर समाहित हो गए हैं और इसमें पेशेवर कोड और सामाजिक नियमों का भी खंडन कर सकते हैं इसलिए यहां क्योंकि आप अपनी अंतरात्मा की आवाज भी सुनते हैं और यह पता लगाने की कोशिश करते हैं कि वह आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा है जिसमे आपकी निर्णय की समग्र शक्ति निहित है भले ही कभी कभी पेशेवर कोड और यहां तक कि सामाजिक नियम में विरोधाभास हो सकता है और फिर अपने आपको संतुलित कर अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनना होगा अगर आप अपनी आंतरिक आवाज सुनने की बात करते हैं और स्वभाव से गुणी हैं इसका मतलब है कि आप मुख्य व्यावसायिकता के स्तर छः में चले गए हैं तो अब सवाल यह है कि जब हम इन सभी विभिन्न नैतिक सिद्धांतों के बारे में जानते हैं तो इसे एक साथ उपयोग किया जा सकता है इन्हें अलग अलग उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है कि कौन सा सिद्धांत कब और कैसे उपयोग किया जाएगा इसलिए हम अब इन पर विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं हमें यह समझने की आवश्यकता है कि नैतिक समस्याओं को हल करने में हमें उन सिद्धांतों में से नहीं चुनना है फिर हम क्या कर सकते हैं हम उन सभी सिद्धांतों प्रयोग विभिन्न दृष्टिकोणों से किसी समस्या का विश्लेषण करने के लिए कर सकते हैं और हम देख सकते हैं कि इस प्रत्येक सिद्धांत का हमें क्या परिणाम दे रहा है इसलिए ये हमें किसी एक समस्या को अलग अलग दृष्टिकोणों से जांच करने की अनुमति देते हैं कि प्रत्येक सिद्धांत किस निष्कर्ष पर पहुंचता है अक्सर परिणाम समान होता है भले ही सिद्धांत अलग अलग हों इसलिए हम देखते हैं कि हमने अलग अलग रास्ते तो ले लिए हैं और अगर हम इन अलग अलग रास्तों से गुजरे तो हम पाते है कि हम एक ही निष्कर्ष पर आ गए हैं फिर यह ठीक है लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि परिणाम समान न हों और लेकिन इन अलग अलग दृष्टिकोणों के कारण हम समस्या को विभिन्न कोणों को देखने में सक्षम हो गए हैं और हम एक विश्लेषण फिर से कर सकते हैं हम एक ऐसा निर्णय ले सकते हैं जो समाज को अधिकतम लाभ देता हो बस हमें उस मार्ग पर चलने की आवश्यकता है यहाँ हम क्या कर सकते हैं जैसे कि हम यहाँ एक छोटा सा उदाहरण ले सकते हैं जैसे कि जब आप इन सिद्धांतों पर चर्चा करते हैं तब हम आपके जैसे उदाहरण के रूप में यह पता लगाने के लिए एक विशेष उदाहरण ले सकते हैं कि क्या हो रहा है और वे कौन से सिद्धांत हैं जिनका हमें उपयोग करने की आवश्यकता है ताकि हम देख सकें कि हम किसी नतीजे पर कैसे पहुँचे इसलिए यहां आपने जो देखा है जैसे हमारे पास निर्णय लेने के विभिन्न सिद्धांत हैं हम चार सिद्धांतों के बारे में समझा और ये भी समझा कि प्रत्येक सिद्धांत के लाभ और हानि हैं लेकिन फिर से एक सवाल उठ सकता है जैसे किसी स्थिति को देखते हुए एक समस्या दी गई है तो हम इनमें से किस सिद्धांत को लागू करेंगे और क्यों यह हम अगले सत्र में एक समस्या के साथ देखेंगे और हम यह देखने की कोशिश करेंगे कि इन सिद्धांतों में से प्रत्येक का उपयोग कैसे करें धन्यवाद